अमीनो एसिड का होना मतलब हर एक बार कितने अमीनो एसिड होते हैं उदाहरण के लिए इस अनुक्रम में एलेनिन कितनी बार है विद्यार्थी 4 चार सही है तो एलेनिन का कंपोजीशन क्या है विद्यार्थी 10 में से 4 इसे चेन की लंबाई के नॉर्मलआईज करने पर यह 04 के बराबर होगा फिर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट को कैसे प्राप्त करें विद्यार्थी कुछ हर एक रेसिड्यू के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है इनको जोड़ दें तो i का n गुडे i का w विद्यार्थी माइनस विद्यार्थी 18 गुडे 18 गुडे n माइनस 1 आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा फिर आप रेसिड्यू का पेयर प्रेफरेंस लिख सकते हैं कैसे किसी दो रेसिड्यू के लिए डाईपेप्टाइड वह एक दूसरे के करीब आते हैं उदाहरण के लिए यहां पर A साथ है L के यह A है T के साथ यह A है C के साथ वगैरह आपको रेसिड्यू का पेयर प्रेफरेंस मिल जाएगा फिर हम हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल करेंगे हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल क्या होता है विद्यार्थी अनुक्रम सही है आप अमीनो एसिड अनुक्रम देख सकते हैं विद्यार्थी हाइड्रोफोबिसिटी तो यहां पर आप हाइड्रोफोबिसिटी देख सकते हैं तो हर एक अमीनो एसिड के लिए उदाहरण के लिए यह AITSLTS है तो यहां से आप वैल्यू ले सकते हैं और प्रोफाइल पा सकते हैं तो यह हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल है तो हाइड्रोफोबिक विशेषता क्या है तो अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड के हाइड्रोफोबिक विशेषताएं क्या हैं विद्यार्थी हाइड्रोफोबिक का स्वरूप स्वरूप सही है उदाहरण के लिए तो हेलिक्स में हम करीब 4 रेसिड्यू ले सकते हैं क्योंकि यहां 36 रेसिड्यू होता है तो 2 एक तरफ से और 2 दूसरी तरफ से तो 2 हाइड्रोफोबिक हैं और 2 हाइड्रोफिलिक क्षेत्र में है तो अब हम हाइड्रोफोबिसिटी देखेंगे उदाहरण के लिए अगर हम इन 4 रेसिड्यू को यहां पर ले फिर बीटा स्ट्रैंड के लिए आप वैकल्पिक व्यवहार देख सकते हैं आप इस तरह का स्वरूप देख सकते हैं फिर हमने स्वरूप की चर्चा की तो स्वरूप क्या है स्वरूप की व्याख्या कैसे करें हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम X या और कोई विशिष्ट रेसिड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें इसका मतलब क्या है विद्यार्थी स्वीकृत रेसिड्यू स्वीकृत यह रेसिड्यू स्वीकृत है विद्यार्थी कोई भी रेसिड्यू यहां पर कोई भी रेसिड्यू विद्यार्थी विशिष्ट रेसिड्यू विशिष्ट रेसिड्यू कंजर्व है क्योंकि हम यहां पर इसे बदल नहीं सकते विद्यार्थी स्वीकृत नहीं है स्वीकृत नहीं है तो इसे निकालना होगा और आप स्वरूप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब PSSM प्रोफाइल क्या है विद्यार्थी प्रोफाइल यहां प्रक्रिया है जो कि स्कोरिंग मैट्रिक्स है हम देख सकते हैं कि कैसे हर एक रेसिड्यू के लिए यह समान रेसिड्यू या असमान रेसिड्यू से अधिकृत है जब आप मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट को ऑलाइन करते हैं तो आप इस पोजीशन रेट मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं किसी एक पोजीशन के कितने अमीनो एसिड मैं से कितने अमीनो एसिड अब कितनी बार कोई एक रेसिड्यू या न्यूक्लियोटाइड आता है फिर आप फ्रीक्वेंसी से नार्मलआईज करें फिर हम इसको वेट मैट्रिक्स में बदल सकते हैं मगर PSSM के अनुप्रयोग क्या क्या हैं देखिए आपके पास बहुत सारे अनुक्रम है क्योंकि यह स्कोरिंग मेट्रिक्स पर आधारित है तो हम सेकेंडरी संरचना बाइंडिंग साइट एग्रीगेटिंग पेप्टाइड वगैरह का अनुमान लगा सकते हैं जब हम कोई पैरामीटर को निकालते हैं एनालिसिस के लिए और आप बहुत बड़े डाटा के साथ काम करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप डाटासेट को निकाले तो इस स्थिति में हमें नॉन रिडंडेंट डाटा सेट के साथ करना है नॉन रिडंडेंट डाटा से क्या होता है विद्यार्थी कम रिडंडेंसी अब कम रिडंडेंसी क्योंकि अगर आप एक ही अनुक्रम कई बार जोड़ेंगे तो यह बायस को लाएगा तो बायस से बचने के लिए हमें यूनिक सेट को लेना होगा तो हम कोई भी कटऑफ लगा सकते हैं उदाहरण के लिए 30 प्रतिशत फिर अगर आप 2 अनुक्रम को देखें जोकि 30 प्रतिशत से ज्यादा की समानता साझा करते हैं तो आपको क्या करना होगा ठीक है तो एक को रखें और दूसरे को हटा दें तो इस स्थिति में हमें जरूरत है नॉन रिडंडेंट डाटा सेट को निकालने की जिसमें से रिडंडेंसी को घटाना है तो हमने इसके लिए कौन से विभिन्न प्रोग्राम की चर्चा की CD HIT विद्यार्थी Blastclust Blastclust विद्यार्थी Pisces और Pisces तो एल्गोरिथ्म के लिए आप कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं CD HIT का सिद्धांत क्या है विद्यार्थी k मींस क्लस्टरिंग k मींस क्लस्टरिंग तो आप विभिन्न क्लस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप विभिन्न डाटा को चुनते हैं हर एक क्लास से इसी तरीके से आप यह काम क्लस्टरिंग तकनीक की तरह कर सकते हैं तो हम आगे चलते हैं सेकेंडरी संरचना की तरफ तो हम सारे पहलुओं को कर सकते हैं प्राइमरी अनुक्रम के साथ पहले के समय में रेडियो मुख्यतः केंद्रित होता था प्राइमरी अनुक्रम की तरफ फिर प्राइमरी अनुक्रम डाटा का अनुप्रयोग कम है क्योंकि कम विश्वसनीय है फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी संरचना और टर्सरी संरचना अब वर्तमान परिदृश्य में यह फिर से वापस आते हैं प्राइमरी संरचना की तरफ क्यों की हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसग का है तो हमारे पास बहुतायत में डाटा उपलब्ध है अनुक्रम के लिए मगर संरचना के लिए नहीं संरचनात्मक डाटा अभी भी सीमित है तो हमारे पास अनुक्रम का डाटा ज्यादा है तो इनसे विभिन्न पैरामीटर और अनुक्रम को ऑलाइन करने के लिए एल्गोरिथ्म को निकालते हैं और अनुक्रम एनालिसिस पर अब ध्यान और बढ़ रहा है अनुक्रम से जब ध्यान मुख्यता संरचना की तरफ जाता है फिर वापस सीक्वेंसग की तरफ चलते हैं क्योंकि इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसग तकनीक की वजह से अब सेकेंडरी संरचना विभिन्न सेकेंडरी संरचना कौन सी है विद्यार्थी हेलिक्स हेलिक्स विद्यार्थी स्ट्रैंड स्ट्रैंड विद्यार्थी कोयल तू कोयल सही है तो सेकेंडरी संरचना के लिए मुख्य इंटरेक्शन कौन से हैं विद्यार्थी हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन बंधन सही है तो हैड्रोजन बंधन मुख्य चेन एटम और साइड चेन एटम के बीच में विद्यार्थी मुख्य चेन यहां मुख्यतः मुख्य चेन एटम होता है हेलिक्स कैसे बनता है विद्यार्थी i और i प्लस 4 i और i प्लस 4 NH और CO ग्रुप के बीच में फिर हम चर्चा करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट रामाचंद्रन प्लॉट क्या है विद्यार्थी फाई और साई प्लॉट फाई और साई क्योंकि अगर आपके पास डाईपेप्टाइड या कोई और बड़े पेप्टाइड हैं तो तो जो रोटेशन मौजूद है वह मुमकिन है इन डाईहेडरेल एंगल में जोकि फाई और साई एंगल है तो यह रोटेशनल एंगल N Cअल्फा और C अल्फा N का है फिर जब आप फाई और साई को प्लॉट करेंगे इस स्थिति में विशिष्ट कन्फर्मेशन को पाने के लिए कुछ विशिष्ट पोजीशन ही स्वीकृत होंगे उदाहरण के लिए अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड आप देख सकते हैं कि बीटा स्ट्रैंड बहुत और अल्फा हेलिक्स संकरा है तो आप देख सकते हैं कि यह सब रेसिड्यू की स्वीकृत पोजीशन है अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड के लिए अब DSSP क्या है विद्यार्थी सेकेंडरी संरचना की डिक्शनरी प्रोटीन के सेकेंडरी संरचना की डिक्शनरी तो सेकेंडरी संरचना को कैसे निकालते हैं विद्यार्थी हाइड्रोजन बंधन के आधार पर हाइड्रोजन बंधन के आधार पर सही है क्योंकि हाइड्रोजन बंधन स्वरूप की जानकारी है अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड या टर्न के लिए क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन स्वरूप है Kabsch और सेंडर द्वारा निकाली गई 8 क्लास विभिन्न तरह के हेलिक्स कौन से हैं विद्यार्थी 3 10 3 10 हेलिक्स विद्यार्थी पाई हेलिक्स पाई हेलिक्स सही है अल्फा हेलिक्स में कितने टर्न होते हैं और हर एक टर्न में कितने रेसिड्यू होते हैं विद्यार्थी 36 3 दशमलव 6 रेसिड्यू 6 रेसिड्यू सही है तो इसी तरीके से5 हेलिक्स और 3 टाइम है विद्यार्थी 3 और 5 3 और 5 सही है तो यह विभिन्न हेलिक्स में अंतर है इसी तरीके से 3 स्ट्रैंड बीटा ब्रिज और बीटा स्ट्रैंड और कोयल टर्न और बैंड तो अब इस असाइनमेंट से हम चर्चा करेंगे प्रोपेंसिटी की तो अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड में किसी रेसिड्यू का प्रोपेंसिटी कैसे हासिल करें उदाहरण के लिए अल्फा हेलिक्स के लिए प्रोपेंसिटी क्या है विद्यार्थी समय देखें 0805 i आई की प्रोपेंसिटी बराबर है विद्यार्थी i के कुल रेसिड्यू के संख्या की i के कुल रेसिड्यू के संख्या की अगर यह अल्फा हेलिक्स है तो आप अल्फा दें i का n विद्यार्थी कुल से N अल्फा भाग N आपके पास 100 रेसिड्यू है इसमें 50 रेसिड्यू हेलिक्स मैं हैं और 10 एलेनिन है जिसमें 8 हेलिक्स में है तो इसकी प्रोपेंसिटी क्या होगी विद्यार्थी 08 भाग 05 08 भाग विद्यार्थी 16 05 यह बराबर है 16 के तो यह पसंदीदा है या नहीं है विद्यार्थी पसंदीदा है यह पसंदीदा है क्योंकि यह 1 से अधिक है तो आप देख सकते हैं कि यह पसंदीदा है उसी तरीके से आप सभी रेसिड्यू के लिए कर सकते हैं साथ ही विभिन्न सेकेंडरी संरचना के लिए भी देखिए यह तरीका Chou Fasman द्वारा निकाला गया है इसका नाम इनके नाम के आधार पर Chou Fasman तरीका रखा गया है फिर हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी संरचना के अनुमान की और कौन से विभिन्न सेकेंडरी संरचना के अनुमान कि हमने चर्चा की द स्टैटिसटिकल एनालिसिस तो स्टैटिसटिकल एनालिसिस के लिए आप सेकेंडरी संरचना कैसे प्राप्त करेंगे विद्यार्थी Chou fasman पर आधारित अगर आपके पास 20 रेसिड्यू है जैसे कि विभिन्न ग्रुप में वर्गीकृत हेलिक्स फॉर्मर स्ट्रांग हेलिक्स फॉर्मर वीक हेलिक्स फॉर्मर हेलिक्स ब्रेकर हेलिक्स स्ट्रांग ब्रेकर और फिर हेलिक्स वीक ब्रेकर तो हम कौन सा सौंपते हैं उसके आधार पर वैल्यू 1 या 0 या 05 या माइनस 1 और अगर यह 4 है तो हम इसको न्यूक्लिलिएटिंग हेलिक्स मानते हैं मुख्य लक्ष्य यह है कि की कम से कम 4 हेलिक्स फ्रेम हो दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए 1 हेलिक्स ब्रेकर फिर हम एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोपेंसिटी वैल्यू है ऑफिस के आधार पर आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं अगर वैल्यू 4 4 से अधिक है तो और फिर आप फिर रेसिड्यू को जोड़ सकते हैं अगर 4 से कम है तो अब इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है वह इनफॉरमेशन थिअरी का इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी संरचना को पाने के लिए केंद्रीय रेसिड्यू और 8 रेसिड्यू दोनों तरफ के आधार पर GOR ने यह थ्योरी विकसित की तो यहां इंफॉर्मेशन थ्योरी है और फिर हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल अगर आपके पास प्रोफाइल है तो आप कोई भी स्वरूप देख सकते हैं उदाहरण के लिए हेलिक्स के लिए यह वाला स्वरूप स्ट्रैंड के लिए इस तरह का स्वरूप या आप किसी भी तरह का स्वरूप पा सकते हैं मुख्यतः बरीड स्ट्रैंड और आप देख सकते हैं कुछ टर्न तो प्रोफाइल के आधार पर हम देख सकते हैं कौन सा सेकेंडरी संरचना किसी भी विशिष्ट सेगमेंट के लिए फिर हमने औसत वेटेड का भी इस्तेमाल किया आप विंडो लेंथ को देख सकते हैं 8 रेसिड्यू या 4 रेसिड्यू का औसत और फिर पीक को देखें और शायद न्यूक्लिएट हेलिक्स या स्ट्रैंड आप विभिन्न तरीके देख सकते हैं इन प्रोफाइल को पाने के लिए फिर मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट फिर सेकेंडरी संरचना को कैसे प्राप्त करें मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट को इस्तेमाल करके तो आपके पास ऑलाइन अनुक्रम है दो तरीके हैं या तो हम ऑलाइन अनुक्रम में करें GOR तरीके का इस्तेमाल करके या आप प्रयोगात्मक डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं भले ही यह हेलिक्स या स्ट्रैंड से संबंधित है और मुख्यता आप यह पा सकते हैं कि रेसिड्यू हेलिक्स से संबंधित है या स्ट्रैंड से फिर बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी हैं न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट वेक्टर मशीन की तरह यह इनपुट डाटा को मैप करते हैं मुख्यतः रेसिड्यू पड़ोस का रेसिड्यू फिर सेकेंडरी संरचना का अनुमान लगाते हैं इसके बाद हमारे पास कंसेंसस तरीका भी है तो कंसेंसस का क्या मतलब है अब या तो अगर आप देखे हैं मेटा या एंसेंबल आधारित तरीका उदाहरण के लिए अगर आपके पास 10 तरीका है तो आप 10 तरीका का वैल्यू ले जहां भी 5 से अधिक है तो आप कह सकते हैं कि शायद यह हेलिक्स या स्ट्रैंड है या फिर हम आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न सर्वर से इसे आप नए सर्वर में डालें फिर इसे आप प्रशिक्षित करें और आउटपुट को देखें यह आप कंसेंसस से तरीके को इस्तेमाल करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं फिर आप टर्सरी संरचना के साथ जाएं तो टर्सरी संरचना क्या है और कौन सी जानकारियों की आवश्यकता होगी टर्सरी संरचना को पाने के लिए विद्यार्थी एटम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सही है अगर हमें xyz कोऑर्डिनेट मिलता है तो हमें ऑक्युपेंसी और B फैक्टर मिल जाएगा तो इस 3d संरचना के लिए हमें डाटा कहां से मिलेगा विद्यार्थी प्रोटीन डाटा बैंक प्रोटीन डाटा बैंक बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है संरचना को पाने के लिए तो PDB मैं विभिन्न जानकारियां कौन सी है विद्यार्थी हेडर की जानकारी ठीक है हमारे पास हेडर की जानकारी है प्रोटीन का नाम रेजोल्यूशन सेकेंडरी संरचना अनुक्रम और मुख्यतः xyz कोऑर्डिनेट और तापमान फैक्टर और हेटेरो एटम वॉटर मॉलिक्यूल वगैरह तू विभिन्न तरह के टूल ्स हैं प्रोटीन संरचना को देखने के लिए तो यह विभिन्न तरह के टूल ्स कौन है किसी भी प्रोटीन संरचना को देखने के लिए विद्यार्थी पाइमोल पाइमोल एक बहुत से व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है क्योंकि यह आपको उच्च गुणवत्ता का चित्र देता है इसके अलावा हमें विभिन्न विकल्प भी मिलते हैं जैसे आप दूरी की गणना कर सकते हैं बंधन एंगल टर्सरी एंगल आप एक और अलग इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए स्पेस फील मॉडल और कार्बन मॉडल और भी प्रोग्राम मौजूद है जैसे Jmol और भी प्रोग्राम उपलब्ध हैं rasmol तो विभिन्न सॉफ्टवेयर टूल उपलब्ध हैं मगर प्रोटीन को देखने के लिए पाइमोल सबसे ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है फिर अगर आपके पास यह प्रोटीन है तो आपके पास विभिन्न संरचना क्लास है तो एक प्रोटीन के लिए कौन कौन सी विभिन्न संरचना क्लास होता है विद्यार्थी सभी अल्फा सभी अल्फा सभी बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा सभी अल्फा क्या है विद्यार्थी मुख्यतः अल्फा मुख्यतः अल्फा सभी बीटा मुख्यतः बीटा है अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा हेलिक्स है और बीटा सीट मगर वह अलग अलग है अल्फा बाई बीटा विद्यार्थी आपस में इंटरमिक्स होना या एक के बाद एक वाले हेलिक्स और स्ट्रैंड तो दो डेटाबेस है एक तो SCOP तो SCOP क्या है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा CATH तो CATH क्लास क्या है विद्यार्थी क्लास आर्किटेक्चर विद्यार्थी टोपोलॉजी टोपोलॉजी विद्यार्थी होमो और होमोलोगज सुपर फैमिली तो यह आप डेटाबेस के लिए कर सकते हैं आप क्लास फोल्ड कुछ फैमिली सुपर फैमिली और भी चीजों की जानकारी दें फिर एक बार जब आपके पास या डाटा mआ जाए तो आप विशेषताओं को निकाल सकते हैं तो महत्वपूर्ण वाले और आसान वाले को कांटेक्ट में मिल जाएगा कांटेक्ट मैप का क्या मतलब है और कांटेक्ट मैप को कैसे बनाएं विद्यार्थी रेसिड्यू के बीच की दूरी जी हां यह प्लॉट इन अमीनो एसिड रेसिड्यू को जोड़ता है अगर यह दो रेसिड्यू उदाहरण के लिए अलग अलग रेसिड्यू की संख्या या कांटेक्ट में फिर आप एक डॉट लगाएं इसी तरीके से हम मैप बना सकते हैं अगर यह कांटेक्ट में है तो आप डॉट लगाएं और इसे कांटेक्ट माना जाएगा तो इस स्थिति में हमें कुछ जानकारी चाहिए इस कांटेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कटऑफ चाहिए कौन से ऐसे एटम हैं जिन्हें हमें विचार में लेना है दो कौन से ऐसे एटम हैं जिन्हें हमें विचार करना चाहिए विद्यार्थी या तो C अल्फा या तो C अल्फा आप देख सकते हैं C बीटा विद्यार्थी या भारी एटम या कोई भी भारी एटम या किसी भी रेसिड्यू का केंद्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिर डिस्टेंस कटऑफ किसी एडम के आधार पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप विभिन्न डिस्टेंस कटऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि सभी एटम में आप 45 से 5 अंगस्ट्रोम से कम का डिस्टेंस कटऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम c अल्फा एटम या c बीटा अंगस्ट्रोम को लेते हैं तो यह 6 से 10 अंगस्ट्रोम ले सकते हैं तो इन थ्रेसोल्ड के आधार पर आप कांटेक्ट मैप निकाल सकते हैं और यह 3D प्रतिनिधित्व में तब्दील है विद्यार्थी 2D ग्राफ आप आसानी से 2D ग्राफ देख सकते हैं कि कौन सा रेसिड्यू 3D संरचना में आपस में करीब है फिर सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी क्या है विद्यार्थी कितना हर प्रोटीन साल्वेंट से कितना एक्सेसिबल है 14 अंगस्ट्रोम रोलिंग वाटर मॉलिक्यूलर रेडियस के द्वारा आप देख सकते हैं किसी भी विशिष्ट सॉल्वेंट के लिए कितना एक्सेसिबल है फिर हम विभिन्न वर्गों में बाटेंगे हम देख सकते हैं कि यह बरीड है बरीड का क्या मतलब है विद्यार्थी कम साल्वेंट एक्सेसिबिलिटी तो उदाहरण के लिए अगर आपके पास प्रोटीन है और उसमें आंतरिक कोर है तो वह बरीड कहलायेगा और आप देख सकते हैं कि यह एक्सपोज्ड है तो कौन से प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं इन रेसिड्यू के पहचान के लिए जो कि दिखाया गया है चित्रमय प्रदर्शन में कौन सा बरीड और एक्सपोज्ड है विद्यार्थी ASA व्यू ASA व्यू सही है ASA रियो आपको रेसिड्यू की लोकेशन की जानकारी बताएगा की वह बरीड है या एक्सपोज्ड इसके साथ रेसिड्यू का प्रकार और आकार और एक्सेसिबिलिटी सॉल्वेंट एक्सेसिबल सट्टा क्षेत्रफल के आधार पर हमने और पैरामीटर लिए जैसे कि रिडक्शन सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी बरीडनेस फिर कांटेक्ट के आधार पर हमने कुछ पैरामीटर की चर्चा की जैसे कि कांटेक्ट आर्डर तो कांटेक्ट ऑर्डर क्या है या आपको बताएगा कि रेसिड्यू कितने दूर हैं जिन्हें क्लोज स्पेस दिया गया है और वह कितने नजदीक हैं किसी भी अनुक्रम में मुख्यतः यह डेल्टा S ij है और यह नॉर्मलाइज्ड है N गुडे L से एक तो लंबाई है और यह कांटेक्ट की संख्या कांटेक्ट आर्डर के आधार पर हम गणना कर सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है आप देख सकते हैं nij भाग N तो अगर nij 1 के बराबर है और अगर i माइनस j कम है 12 से बड़ा या बराबर तो यह होगा केवल लॉन्ग रेंज कांटेक्ट के लिए फिर अब हमारे पास है हाइड्रोफोबिक कांटेक्ट डाईसल्फाइड इंटरेक्शन कैटआयन पाई इंटरेक्शन कुछ विशिष्ट रेसिड्यू के बीच में कांटेक्ट के आधार पर या तो कार्बन एटम या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक रेसिड्यू या सिस्टीन वगैरह फिर हम चर्चा करते हैं सुपरपोजिशन प्रोटीन संरचना की तो यह क्या है विद्यार्थी एलाइनिंग एलाइनिंग मतलब दो संरचना के बीच में कितना अंतर है तो यह किस शब्दावली से मापा जाता है विद्यार्थी RMSD अगर RMSD कम है इसका मतलब वह नजदीक है और अगर यह ज्यादा है तो संरचना एक जैसी नहीं है तो जब हमने प्रोग्राम की चर्चा की जैसे PDBparam इन सारे पैरामीटर की गणना करने के लिए फिर अनुप्रयोग मुख्यता संरचना का अनुमान होमोलॉजी मॉडलग की चर्चा कर सकते हैं तो होमोलॉजी मॉडलग का सिद्धांत क्या है विद्यार्थी होमोलॉग्स अनुक्रम तो अगर दो अनुक्रम एक जैसे हैं तो उनका संरचना एक जैसा होगा तो होमोलॉजी मॉडलग के विभिन्न चरण हैं सबसे पहले आप टेंपलेट लें फिर एलाइनमेंट करें एलाइनमेंट करेक्शन और लूप मॉडलग आप देखेंगे कि एलाइनमेंट करेक्शन के बाद आप मुख्य चेन का निर्माण करें उसके बाद लूप मॉडलग साइड चेन का निर्माण और फिर अनुकूलन और सत्यापन तो होमोलॉजी मॉडलग के लिए आपको यह सारे चरण करने होंगे इसी तरीके से आपको अब इनिशियो मॉडलग और फोल्ड रिकॉग्निशन करना होगा CASP क्या है प्रोटीन के संरचना का क्रिटिकल मूल्यांकन एक ब्लाइंड टेस्ट है तो कम्युनिटी से डाटा को इकट्ठा करें और और देखें कि वह डाटा को कब प्रकाशित करते हैं फिर आप मिलान कर सकते हैं की किस हद तक यह मेथड काम करते हैं यह अविश्वसनीय है या नहीं फिर आप स्थिरता की ओर जाएं प्रोटीन की स्थिरता क्या है यह फ्री एनर्जी चेंज है फोल्डड और अनफोल्डड अवस्था की सामान्यता यह पार्श्व स्थित है यह करीब 5 से 20 किलो कैलोरी प्रति मोल है तू विभिन्न तरीके हैं स्थिरता को पाने के लिए प्रयोगों के साथ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री differential scoring calorimetry सर्कुलर डेकोरेजम आप थर्मल डिनेचुरेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास संरचना है तो आपको एनर्जेटिक योगदान मिल जाएगा हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रोस्टेटिक वंडरवॉल हाइड्रोजन बंधन डाईसल्फाइड बंधन कोवलन बंधन और बिना बंधन के इंटरेक्शन तो हम इसको किस हद तक मिलान कर सकते हैं यह प्रयोगात्मक स्थिरता है जोकि थर्मोडायनेमिक प्रयोगों से मिला है और एनर्जेटिक भी यह फोल्डड माइनस अनफोल्डड फ्री एनर्जी है आपको मिलेगा की हाइड्रोफोबिसिटी मुख्य कारक है जबकि फिर हमने एक प्रोटीन संरचना में स्थिरता प्रदान करने वाली रेसिड्यू की चर्चा की हम देख सकते हैं कुछ रेसिड्यू जो स्थिरता प्रदान करते हैं अगर आप इन रेसिड्यू को म्युटेट करें तो यह प्रोटीन का स्थिरता और कार्य दोनों पर फर्क डालेगा मुख्यता यह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन और कंजर्वेशन स्कोर पर आधारित है फिर हम डाटा को पाते हैं और प्रयोगात्मक डाटा से मिलान करते हैं मुख्यता थर्मोडायनेमिक डेटाबेस के डाटा से थर्मोडायनेमिक के लिए कौन से डेटाबेस हैं विद्यार्थी प्रोथर्म प्रोथर्म डेटाबेस इसके अंदर वाइल्ड टाइप प्रोटीन और म्युटेंट का डाटा है विद्यार्थी म्युटेंट तो अगर आपके पास म्यूटेशन है तो हम महत्वपूर्ण पैरामीटर देख सकते हैं कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभाव डालते हैं प्रोटीन के स्थिरता पर उदाहरण के लिए यह बरीड म्यूटेशन है हाइड्रोफोबिसिटी को दिखाया जिसका की सीधा संबंध है स्थिरता से बरीड म्यूटेशन के स्थिति में एक्सपोज्ड म्यूटेशन के सिटी में हमें उल्टा संबंध मिलता है तो इन्वर्स हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या है तो हाइड्रोफोबिसिटी के बढ़ने से स्थिरता कम होगा इससे आपको स्वरूप के प्रकार मिलेंगे तो मुख्यतः एक्सपोज्ड म्यूटेशन कोयल क्षेत्र में तो अगर आप हाइड्रोफोबिसिटी को बढ़ाते हैं जो कि स्थिरता को घटाएं गा तो यह इन्वर्स हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है तो यह डेल्टा G है और यह हाइड्रोफोबिसिटी फिर हमने संरचना जानकारी के बारे में चर्चा की हम उन रेसिड्यू को जोड़ सकते हैं जो आसपास में हैं और वह भी 8 अंगस्ट्रोम की सीमा में संरचना जानकारी के लिए और वह भी अगर हमारे पास अनुक्रम है तो अगर हमारे पास केंद्र रेसिड्यू है तो हमें पड़ोस के रेसिड्यू की जानकारी मिल जाएगी तो इस स्थिति में आप इस संरचना जानकारी को जोड़ सकते हैं अगर कुछ म्यूटेशंस है तो यह दूसरे लोकेशन हैं नहीं तो हमें समान परिणाम मिलेंगे अगर आप विशेषताओं का इस्तेमाल करें क्योंकि हम डेल्टा P का इस्तेमाल करते हैं विभिन्न विशेषताओं के लिए यह बराबर होगा P म्यूटेशन माइनस P वाइल्ड उदाहरण के लिए हाइड्रोफोबिसिटी इसी तरीके से आपके पास म्यूटेशन के लिए डेल्टा G है फिर आप इन दोनों को मिला सकते हैं और कोरिलेशन के इस्तेमाल से या कॉरिलेशन कॉएफिशिएंट से मिलान कर सकते हैं फिर हम चर्चा करेंगे फोल्डिंग रेट की फोल्डिंग रेट क्या है यह आपको बताएगा कि प्रोटीन कितनी तेजी से या कितने धीरे से फोल्ड हो रहा है किसी अमीनो एसिड अनुक्रम से फोल्ड हुए 3D संरचना तक तो यह निर्भर करता है उदाहरण के लिए अगर आप सभी अल्फा प्रोटीन को देखें जो कि सामान्यतः सभी बीटा प्रोटीन से ज्यादा तेजी से फोल्ड होता है तो हम इस फोल्डिंग दर को संज्ञान में ले सकते हैं संरचना आधारित पैरामीटर के आधार पर मुख्यतः कांटेक्ट आर्डर long range आर्डर मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स या विभिन्न पैरामीटर तो यह संख्या आपको मिल सकती है आप इसे सीधे मिलान कर सकते हैं फोल्डिंग दर से अब बताएं कि यह सीधा संबंध है या उल्टा संबंध यह उल्टा संबंध है तो यह पैरामीटर इस फोल्डिंग दर उल्टा संबंधित हैं क्योंकि जितना ज्यादा कांटेक्ट की संख्या होगी उतना ही धीमे फोल्डिंग की प्रक्रिया होगी इसके बाद हम किसी भी अनुक्रम या संरचना से फोल्डिंग रेट का अनुमान लगाएंगे तो हम फोल्डिंग दर का अनुमान लगा सकते हैं फिर हम चर्चा करेंगे फोल्डिंग इंटरेक्शन की मुख्य प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन प्रोटीन DNA इंटरेक्शन प्रोटीन RNA इंटरेक्शन प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन दो अगर हमारे पास समूह है तो हम बाइंडिंग साइट का पता लगा सकते हैं तो बाइंडिंग साइट के पहचान के लिए विभिन्न तरीके कौन से हैं विद्यार्थी डिस्टेंस दो डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच में यहां इस स्थिति में हम देख सकते हैं एक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन के बीच की दूरी या प्रोटीन और DNA और आप फिर कटऑफ लगाएं अगर यह एटम एक विशिष्ट कटऑफ के अंतर्गत होगा हम कह सकते हैं कि यह इंटरफ़ेस में है फिर एक्सेसिबल सरफेस एरिया बेस्ड अप्रोच इस स्थिति में हम एक्सेसिबल क्षेत्रफल को लेते हैं जहां संपूर्ण समूह को विभाजित करते हैं और अबाध वालों को ले ले और फिर अंतर को देखें अगर ASA मैं अंतर है तो इसका मतलब कि यह इंटरफेस पर है इसके बाद हम एनर्जी बेस्ड अप्रोच को लेंगे तो हम इंटरेक्शन एनर्जी की गणना करेंगे आप कटऑफ लगा सकते हैं बोले तो 1 किलो कैलोरी प्रति मॉल तो अगर आप देखें किस से कम है तो हम देख सकते हैं कि यह इंटरफ़ेस है फिर इस जानकारी का इस्तेमाल करके हमने बाइंडिंग साइट की पहचान की फिर इस बाइंडिंग साइट से हमने बाइंडिंग प्रोपेंसिटी की गणना की तो बाइंडिंग प्रोपेंसिटी क्या होती है यह हर एक रेसिड्यू की प्रवृत्ति होती है इंटर फेस पर होने की तो आप देख सकते हैं की 10 एलेनिन के लिए 8 इंटरफ़ेस पर हैं आप देख सकते हैं कि यह इंटरफेस पर होना पसंद करते हैं फिर हम रेसिड्यू और रेसिड्यू पेयर की पहचान करेंगेइससे हम देख सकते हैं कि संभावित इंटरेक्शन कौन से हैं अब प्रोटीन रेसिड्यू इंटरेक्शन हमने चर्चा की कई इंटरेक्शन के महत्व कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन कट्टयन पाई इंटर एरोमेटिक इंटरेक्शन फिर हम विशिष्ट रेसिड्यू की महत्वता फिर हमने एक शब्दावली दी हॉटस्पॉट रेसिड्यू अगर कम से कम यह 2 किलो कैलोरी प्रति मूल्य है तो या इससे ज्यादा तो हमें जानकारी कहां मिलेगी डेटाबेस प्रॉक्सिमेट क्या है हम यह x का डेल्टा प्राप्त कर सकते हैं तो बाइंडिंग एफिनिटी अपऑन म्यूटेशन कुल प्राप्त करने के लिए और इसे समझने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आखरी हिस्सा हम कंप्यूटर द्वारा ड्रग डिजाइन की चर्चा की तो प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन क्या है तो प्रोटीन छोटे मॉलिक्यूल के साथ मेल करते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल ट्रिगर करते हैं प्रोटीन में कन्फर्मेशन बदलाव के लिए इस स्थिति में यह ड्रग जैसे मॉलिक्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे लीड कंपाउंड तो विभिन्न तरह की डॉकिंग क्या होता है यह रिजिड डॉकिंग यह फ्लैक्सिबल डॉकिंग है रिजिड डॉकिंग मैं प्रोटीन फिक्स होता है हमने लिगेंड को भी फिक्स कर सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं हम लिगेंड का विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं तो विभिन्न कंफर्मेशन के साथ हम डॉक करते हैं और स्कोर को प्राप्त करते हैं फ्लैक्सिबल के लिए आप कंफर्मेशन में बदलाव दे सकते हैं विभिन्न फ्लैक्सिबल प्रोटीन के लिए लेकिन भी फ्लैक्सिबल और आप देख सकते हैं संभावित खोज और इंटरेक्शन का प्रकार जो कि हम प्रोटीन और लिगेंड के बीच में पाते हैं मगर इसमें बहुत समय लगता है कौन से दो विभिन्न पहलू हैं जिन्हें डॉकिंग के समय ध्यान देना चाहिए स्कोरिंग फंक्शन के अंतर्गत कन्फॉर्मेशनल सेंपलिंग तो दो तरह के कन्फॉर्मेशनल सेंपलिंग की चर्चा करेंगे एक है स्टोकेस्टिक सेंपलिंग और एक सिस्टमैटिक सेंपलिंग सिस्टमैटिक मतलब हमको व्यवस्थित ढंग से करना है लेकिन इसमें समय लगता है लेकिन हमको एक लो एनर्जी वैल्यू प्राप्त होता है स्टोकेस्टिक सेंपलिंग के लिए हम विभिन्न पहलू इस्तेमाल करते हैं विभिन्न तकनीक कौन सी है जिसकी हम ने चर्चा की सिम्युलेटेड एनीलिंग और जेनेटिक एल्गोरिथम चलिए सैंपल को लेते हैं फिर डाटा विभिन्न कंफर्मेशन सबसे बेहतर को चयनित करें स्कोरिंग फंक्शन क्या है विभिन्न तरह के स्कोरिंग फंक्शन कौन से हैं शेप कंप्लीमेंट्रिटी डायरेक्टरी और केमिकल कंप्लीमेंट्रिटी इंपीरियल फंक्शन एनर्जी कंट्रीब्यूशन और प्रोपेंसिटी वैल्यू नॉलेज आधारित अप्रोच और कंसेंसस स्कोरिंग फंक्शन को पाने के लिए विभिन्न जरिए हैं और हमने कई सॉफ्टवेयर की चर्चा की जैसे ग्लाइड या ऑटोडॉक यह हम इसका इस्तेमाल स्कोरिंग फंक्शन को पाने के लिए कर सकते हैं और संभावित पोज को समझने के लिए भी फिर वर्चुअल स्क्रीनिंग सबसे पहले हमें एक प्रोटीन लेना होगा हमें प्रोटीन को मॉडल करना है होमोलॉजी मॉडलग या द अब इनिशियो मॉडलग फिर हमें लिगेंड बनाना होगा और फिर हमें डॉकिंग करनी होगी तो हमें डॉकिंग को मिल जाएगा और साथ में एनर्जी इसके आधार पर हम संभावित लिगेंड जो कि ड्रग की तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है को पहचान सकते हैं फिर हम फॉरमैकोफॉर मॉडलग भी कर सकते हैं प्रोटीन पॉकेट के आसपास विभिन्न तरह के इंटरेक्शन की क्या संभावना है हाइड्रोजन बंधन दाता हाइड्रोजन बंधन स्वीकार करता या पॉलर सतह क्षेत्रफल या मॉलिक्यूलर रेट के आधार पर आप देख सकते हैं कि हम एक विशिष्ट लिगेंड के लिए मॉडल बना सकते हैं फिर QSAR क्या है यह मात्रात्मक संरचना एक्टिविटी संबंध है QSAR के पीछे का सिद्धांत यह है कि एक्टिविटी को मॉलिक्यूलर वर्णन करता जैसे कि भौतिक विशेषताएं या रसायनिक विशेषताएं या 2 आयामी कनेक्टिविटी या संरचनात्मक जानकारी जैसे फंक्शन से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हम एक्टिविटी को वर्णन करता लिगेंड के भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं के जरिए व्याख्या कर सकते हैं तो हमने वर्णन करता को देखा और आखिरकार हम संरचना को एक्टिविटी से मिलान कर सकते हैं और हम प्रदर्शन को माफ सकते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट क्रॉस सत्यापन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखने के लिए क्या यह मॉडल पर फिट होता है और फिर इस मॉडल का इस्तेमाल नए कंपाउंड को पहचानने के लिए करना केमिकल ग्रुप को बदलकर अब हम प्रोग्रामिंग की चर्चा करेंगे ओक प्रोग्रामिंग क्या है विद्यार्थी स्वरूप यह स्क्रिप्टिंग भाषा है यह पैटर्न ड्रिवन भाषा है डाटा ड्रिवन भाषा तो बहुत बड़े डाटा सेट के लिए आप इसको सिस्टमैटिकली और इफेक्टविली इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्यता विभिन्न डेटाबेस में या आप विभिन्न प्रोग्राम से और प्राप्त कर सकते हैं विशेष रुप से PDB फाइल मैं बदलाव करना और बहुत से आउटपुट डाटा से डाटा को निकालना फिर हम चर्चा करेंगे विभिन्न तरह के एल्गोरिथ्म की और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए बायोइनफॉर्मेटिक के महत्व की तो कौन से विभिन्न क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कि हमने चर्चा की क्या DNA बाइंड होता है या नहीं या प्रोटीन बाइंडिंग है या नहीं ट्रांस मेंब्रेन क्षेत्र है या नहीं और ड्राइवर म्यूटेशन पैसेंजर म्यूटेशन या मैंलिगमेंट या यह बनाईन ट्यूमर वगैरह तो हमें बहुत से चरण मैं करने होंगे सबसे पहले हमें डाटासेट को लेना होगा और फिर फीचर सिलेक्शन और तरीके को विकसित करें और प्रदर्शन को जांचे और सत्यापन करें तो एल्गोरिथ्म को विकसित करने के दौरान यह विभिन्न पहलू हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए फिर हमने अनुप्रयोगों की चर्चा की जैसे हेलीकल और स्ट्रैंड प्रोटीन को वर्गीकृत करना मुख्यतः हमने चर्चा की स्टैटिसटिकल तरीके की और मशीन लर्निंग तकनीक की और विशेष रुप से वेका का अनुप्रयोग इसमें बहुत से मशीन लर्निंग तकनीक है विभिन्न तरह के प्रोटीन को वर्गीकृत करने के लिए अनिवार्य रूप से हम इस कोर्स में एल्गोरिथ्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे तकनीक और बुनियादी चीजें और डेटाबेस और कुछ अनुप्रयोग और प्रोटीन फोल्डिंग स्थिरता और इसके अलावा इंटरेक्शन तो हमने मूल पहलुओं को देखा और कुछ अनुप्रयोग मुझे उम्मीद है आप इन व्याख्यान के पहलुओं को समझे होंगे विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए कैसे अप्रोच करें प्रॉब्लम का चुनाव कैसे करें विशिष्ट प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें और विभिन्न तरीके जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए तो शुभकामनाएं आपके अच्छे करियर और उम्मीद करता हूं कि यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी होगा